तो I 0 के बराबर के लिए अगली स्टेट केवल स्टेट a यानी 0 0 है आप यहां पर 0 0 0 और 0 देखते हैं क्या यह ठीक है और यदि यह 0 0 वर्तमान स्टेट यानी स्टेट a है I 1 के बराबर है इसका मतलब सिक्का जमा हुआ है ठीक और J 0 के बराबर है इसका मतलब 5 रुपए इसलिए यह स्टेट b पर जाता है स्टेट b को 0 1 के रूप में परिभाषित किया गया है 5 रुपए इकट्ठा हुएतो वह आपका 0 0 और 0 1 है और फिर इनपुट 1 1 है इसका मतलब 10 रुपए जमा हुए हैं तो ASM चार्ट में हम देख सकते हैं यह स्टेट c पर जा रहा है तो यह 1 0 पर जा रहा है क्या यह ठीक है ASM चार्ट से हम पता लगा सकते हैं कि इनपुट I और J के किस संयोजन के लिए वर्तमान स्टेट से हम एक विशिष्ट अगली स्टेट पर जाते हैं क्या यह स्पष्ट है तो यह ASM चार्ट से स्टेट टेबल की मैपिंग है एक बार यह हो जाता है बाकी चीजें वैसे ही है जैसे हमने सीक्वेंशियल लॉजिक डिजाइन सर्किट के लिए की थी ठीक है तो अगला 0 1 है 0 1 आपकी स्टेट b है इस प्रकार आपने स्टेट असाइन की है यह दोनों स्थितियां I 0 के बराबर है तो यह स्टेट b पर केवल स्टेट 0 1 पर रहेगा स्टेट छोटा b पर केवल और जब यह 1 0 है उसका मतलब 5 रुपए और जमा हुए हैं 5 रुपए और 5 रुपए यह 10 रुपए स्टेट यानी c यानी 1 0 पर जाएगा आप देख सकते हैं यहां ASM चार्ट से हम यह पता लगा सकते हैं कि वह रास्ता स्टेट c को जाता है और 0 1 से यदि यह 1 1 प्राप्त कर रहा है इसका मतलब 5 रुपए और 10 रुपए तो यदि हम ASM चार्ट में वापस जाते हैं हम देख सकते हैं यह स्टेट b है यह 1 है और यह 1 है ठीक यह क्या करता है यह एक उत्पाद देता है X 1 के बराबर है और यह स्टेट a पर जाता है तो हम लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं जब यह 0 1 पर है और यह 1 1 पर है यह 0 1 क्षमा 1 0 पर जा रहा है जो कि स्टेट a है क्या यह ठीक है अगला यदि यह 1 0 है इसका मतलब स्टेट c 0 0 यह केवल स्टेट c पर रहेगा 1 0 यह जा रहा है इसका मतलब 5 रुपए प्राप्त हुए हैं इसलिए यह स्टेट a पर जा रहा है और केवल उत्पाद दे रहा है 1 1 इसका मतलब 10 रुपए और दूसरे 10 रुपए प्राप्त हुए हैं यह स्टेट a प्रारंभिक स्टेट a पर जा रहा है आपने वह ASM चार्ट में देखा है और उत्पाद दे रहा है और एक 5 रुपए का सिक्का भी वापस कर रहा है क्या यह ठीक है तो इसे हम ASM चार्ट से स्टेट टेबल पर मैप कर सकते हैं एक बार यह हो जाता है बाकी चीजें वैसे ही है जैसे हमने सीक्वेंशियल लॉजिक डिजाइन सर्किट के लिए पहले की कक्षाओं में किया है ठीक है तो ज्यादातर हमने JK फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग किया है बदलाव के लिए चलिए हम D फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करते हैं और इसका कुछ अलग महत्व है जो हम बाद में देखेंगे तो यदि आप D यदि आप फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करते हैं तब एक्साइटेशन टेबल बहुत सरल है जो भी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पर है वह आउटपुट पर जाता है तोजो भी अगली स्टेट है वह फ्लिप फ्लॉप का इनपुट मान होगी है ना जिसके लिए जो भी इनपुट मान है जो आप यहां पर देखते हैं क्षमा अगले स्टेट मान वह DB मान हैं ठीक इसी प्रकार An प्लस 1 के लिए जो भी अगले स्टेट मान हैं तो वे DA के लिए मान हैं क्या यह ठीक है तो इसके साथ हम अगले चरण में क्या करेंगे डिजाइन समीकरण प्राप्त करना तो यह डिजाइन समीकरण ठीक इन इनपुट के साथ इस प्रकार इन्हें लिखा गया है 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 यह DB के लिए है ठीक है आप देख सकते हैं यह स्थिति है 0 0 0 1 0 0 1 0 फिर 1 1 और 0 0 और फिर बाकी डोंट केयर don't care हैं ठीक है बाकी डोंट केयर don't care हैं क्योंकि 1 1 वहां नहीं है इसलिए बाकी डोंट केयर हैं तब यदि आप समूह बनाते हैं तो यह 2 समूह हैं आप देख सकते हैं और यह दूसरा समूह है तो ये 4 चर हैं जो वहां है जिनके द्वारा आप यह समीकरण प्राप्त करते हैं इसी प्रकार दूसरे केस के लिए क्या यह ठीक है तो यह एक समूह है यह DA के लिए 4 सदस्यों का समूह और यह दूसरा समूह है जो इसके द्वारा दिया गया है ठीक है I J bar B bar Bn bar An bar इसी प्रकार बाकी मामले के लिए आप यह भाग भली भांति जानते हैं है ना तो फ्लिप फ्लॉप के इनपुट के लिए यह समीकरण है DB I'Bn IJ'An IJBn'An' DA I'An IJ'Bn'An' और फिर उसे क्या कहते हैं इन आउटपुट के लिए संबंधित समीकरण क्योंकि यह मीली मॉडल हैइसलिए आउटपुट समीकरण में इनपुट पर भी विचार किया जाता है है ना तो वह I और J हैअगर यह मूर मॉडल होता

यह एक 4 से 16 डिकोडर है ठीक है तो यह एक 4 से 16 डिकोडर है तो Bn An I यह 4 इनपुट है और 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 से लेकर 1 1 1 1 तक यह संबंधित आउटपुट है तो उपस्थित संयोजन के आधार पर यदि 0 0 0 0 उपस्थित है तो यह उच्च होगा बाकी सभी चीजें 0 होंगी ठीक है यदि इसके बजाय 0 0 0 1 उपस्थित है यह उच्च होगा और बाकी सभी आउटपुट 0 होंगे एक डिकोडर इस तरह कार्य करता है क्या यह ठीक है हमें वह याद है इसलिए हम उस धारणा का प्रयोग करते हैं ठीक और हम देख सकते हैं स्टेट टेबल जो हमें प्राप्त हुआ है हम सीधे हम सीधे इसे डिकोडर OR आधारित कांबिनटोरियल सर्किट प्रदर्शन में रूपांतरित कर सकते हैं ठीक है कैसे तो D फ्लिप फ्लॉप जो हम प्रयोग करेंगे 2 D फ्लिप फ्लॉप यहां है तो यह संबंधित इनपुट है ठीक और यदि यह आपका 0 है Bn An I J तो यह आपका 0 0 0 0 है ठीक उस के लिए DB 0 है 0 0 0 1 DB 0 है 0 0 1 0 DB 0 है और 0 0 1 1 DB 1 है ठीक है यह आप देख सकते हैं इसी प्रकार 0 1 0 1 के लिए DB 0 है इस प्रकार आप बढ़ते हैं जब 0 1 1 0 इस विशेष स्थिति के लिए यह 1 है ठीक इसी प्रकार 1 0 0 0 के लिए यह 1 है 1 0 0 1 यह 1 है तो आप इस विशेष इनपुट संयोजन के लिए क्या देख सकते हैं यदि हम DB को Bn An I और J के फलन के रूप में लिखते हैं और 16 मिनटर्म जो उत्पन्न हो रहे हैं ठीक है तो यह 0 0 1 1 है अतः 3 तब यह 6 है और फिर यह 8 है और यह 9 है तो यदि आप इन्हें बस जोड़ते हैं ठीक हमें DB का मान प्राप्त होता है है ना

तो इस पृष्ठभूमि के साथ हम एक उदाहरण देखते हैं और उस विशेष उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं कि यह कैसे किया जाता है इसलिए हम आज एक तरीका अपनाएँगे और अगली कक्षा में हम दो और तरीके अपनाएँगे दो और लोकप्रिय तरीके तो यह एक स्टेट ट्रांजिशन आरेख है ठीक है जो कुछ स्रोत से प्राप्त किया गया है और फिर हमारे पास एक काम है हमारे पास यह देखने का काम है कि इसे कम से कम किया जा सकता है या नहीं तो हम देखते हैं कि a b c d e f 6 स्टेट यहां है और उसके लिए पहला तरीका जो हम अपनाएंगे हम कहेंगे रो एलिमिनेशन प्रक्रिया कहलाता है तो उसके पहले हम सबसे पहले यह समझते हैं कि दो स्टेट को तुल्य माना जाता है दो स्टेट को तुल्य माना जाता है यदि वे प्रत्येक इनपुट संयोजन के लिए समान या समकक्ष स्टेट पर जाते हैं और समान आउटपुट उत्पन्न करते हैं ठीक है तब ही हम दो स्टेट को समकक्ष मानेंगे ठीक है जब ये समान स्टेट या समकक्ष स्टेट पर जा रहे हैं तो वह समकक्षता हमें देखनी है और समान आउटपुट उत्पन्न होता है तो उसके लिए यह स्टेट ट्रांजिशन आरेख सबसे पहले हम संबंधित एक सारणीबद्ध रूप में चलेंगे तो यह वर्तमान स्टेट a b c d e f है ठीक तो इनपुट के लिए अगली स्टेट केवल 1 इनपुट का प्रयोग हुआ है यह मीली मॉडल है हम देख सकते हैं X 0 के बराबर है और X 1 के बराबर है ठीक है तो संबंधित अगली स्टेट है a के लिए आप देख सकते हैं X 0 के बराबर है के लिए यह a है X 1 के बराबर है के लिए यह b है ठीक है संबंधित आउटपुट क्या है

यह अगली स्टेट b होगी और संबंधित आउटपुट क्या होगा